इस विशेष व्याख्यान 12 में हम प्रशिक्षण के प्रकारों और प्रशिक्षण डिजाइनों के बारे में चर्चा करेंगे मैंने 910 11 मॉड्यूल में चर्चा की है कि किस प्रकार के प्रोग्राम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन्हें कैसे निष्पादित किया जाना चाहिए प्रशिक्षण आमतौर पर निम्नलिखित ज्ञान क्षेत्रों में होता है ज्ञान क्षेत्रों में आप पाएंगे कि जब भी हम विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं तो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज्ञान में हम मूल रूप से सात कारकों के बारे में बात करते हैं आप उस विशेष ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे ज्ञान का स्रोत जिसे प्रशिक्षित किया जाना है सबसे पहले मैं पीएचडी विद्वानों के बारे में हमारे शैक्षणिक उदाहरण को यहां ले जाऊंगा पीएचडी विद्वानों से पूछा जाता है कि वे किस पत्रिका को संदर्भित करते हैं एमराल्ड और ईबीएससीओ के साथ समय की अवधि के साथ अब हम यूजीसी की पत्रिकाओं और पत्रिकाओं को सुनते हैं स्कोपस सूचीबद्ध पत्रिकाएँ हैं कुछ डेटाबेस हैं जो बहुत मान्यता प्राप्त हैं जब भी वे साहित्य समीक्षा के लिए जाते हैं हम उन्हें केवल इस प्रकार के डेटाबेस से गुजरने के लिए कहते हैं इसी तरह जब हम उद्योग के ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो उस समय हमारा मुख्य ध्यान केस स्टडीज पर होता है इस प्रकार के केस स्टडी का आप उल्लेख करने वाले हैं आप कौन सी किताबों का संदर्भ लेना चाहते हैं संदर्भित करने के लिए और इसलिए आपको यह विचार मिलेगा और मूल विचार यह है कि यह उद्योग विशिष्ट होना चाहिए यदि आप उस उद्योग विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से उस मामले में आप उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करेंगे इसलिए किसी को यह जानना चाहिए कि प्रशिक्षण के मामले में ज्ञान के स्रोत क्या हैं लेकिन ज्ञान प्रबंधन में यह केवल प्राप्त करने के बारे में नहीं है आप उस विशेष ज्ञान के मामले का उपयोग कैसे करते हैं क्योंकि यह इसका व्यावहारिक पहलू है ज्ञान क्षेत्र में लागू होना चाहिए यदि ज्ञान को लागू नहीं किया जा सकता है तो यह बहुत मुश्किल होगा उदाहरण के लिए संघर्ष प्रबंधन के बारे में ज्ञान संघर्ष प्रबंधन में पाँच रणनीतियाँ हैं जिनसे बचना समायोजन कंप्यूटिंग सहयोग करना और समझौता करना है अब यह सैद्धांतिक ज्ञान है कि ये पांच रणनीतियां हैं यह दूसरे व्यक्ति के उच्च और निम्न चिंता वाले व्यक्ति के साथ हो सकता है उपयोग क्या है इस ज्ञान का उपयोग यह है कि व्यक्ति को उचित संघर्ष प्रबंधन रणनीति को निष्पादित करने में सक्षम होना चाहिए जहां परिहार की आवश्यकता है इस मामले में प्रतियोगिता से काम नहीं चलेगा लेकिन यह गलती हो सकती है अर्थात् ऐसी स्थितियों में यदि कोई संघर्ष से बचने के लिए जाएगा तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी कभी कभी समायोजन की आवश्यकता होती है और परहेज नहीं ठहरने की आवश्यकता होती है लेकिन यदि व्यक्ति समझौता कर सकता है फिर क्या अंतर है betwrrn समायोजन और समझौता रहना एकतरफा है समझौता करना दोनों पक्षीय है इसलिए संघर्ष प्रबंधन रणनीति केवल उस स्थिति में लागू होगी जब उपयुक्त परिस्थितियों को समझा गया हो और व्यक्ति को स्थिति का आकलन करने के लिए ज्ञान हो या तो बचने या समायोजित करने या प्रतिस्पर्धी होने के लिए कई बार यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसा सहयोगात्मक होना चाहिए जो दोनों पक्षों को उच्च से संबंधित हो और इसलिए दोनों को एक साथ जाना होगा लेकिन सहयोगी में समझौता करना एक बड़ी चुनौती है और यही संघर्ष का उन्मुखीकरण दोनों पक्षों को हल कर रहा है यह केवल एकतरफा नहीं किया जा सकता है इसलिए टालना एकतरफा से है समायोजन एक तरफा है लेकिन प्रतिस्पर्धा एक तरफा या दोनों तरफा हो सकती है आपको यह तय करना होगा कि क्या यह प्रतिस्पर्धा होगी लेकिन सहयोग और समझौता में यह अनिवार्य है कि दोनों पक्ष संघर्ष को हल करने के लिए तैयार हैं इसलिए जब भी आप संघर्ष प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग करते हैं तो कभी कभी आप सफल हो जाते हैं कभी कभी यह असफल हो जाता है अगला चरण सीख रहा है क्या आप किसी विशेष उद्योग में सीख रहे हैं विशेष रूप से उद्योग में विशेष चीजें संघर्ष प्रबंधन नाड़ी में काम करेंगी संगठन के पल्स का मतलब है अगर संगठन में संघर्ष है कि सही रणनीति क्या होनी चाहिए यह काम के माहौल कार्य संस्कृति पर निर्भर करता है और यह लोगों पर भी निर्भर करता है तो आप अनुभव करके या जिस तरह से आप भर में आते हैं अर्थात यह कैसे काम करता है और आप जो करते हैं उसके आधार पर सीखते हैं आप जिस तरह से अभ्यास करते हैं उसमें आपका योगदान है संघर्ष प्रबंधन इस विशेष संगठन में काम करता है क्योंकि आपने सीखा और उपयोग किया है जब आप योगदान देते हैं तो आप निर्माण और बनाए रखने में सक्षम होंगे क्योंकि आप तब समझते हैं कि इस प्रकार की संघर्ष प्रबंधन रणनीति संगठन में काम करती है और इसलिए यदि आप लचीले और दत्तक हो जाते हैं इसलिए यदि आप लंबे समय तक उस संगठन में बने रहते हैं और यदि आप संकल्प की रणनीति बनाते हैं तो आप कोई समस्या नहीं पैदा करेंगे लेकिन आप कुछ समय बाद क्या करेंगे आप आकलन करना शुरू करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और फिर आप पाएंगे कि हाँ यह सही था जो वेंडी रूथ मॉडल है वेंडी रूथ ने यह ज्ञान प्रबंधन मॉडल दिया है वह व्यक्ति जो विशेष ज्ञान प्रबंधन प्रथाओं को प्राप्त करने जा रहा है उसे उपयोग करना सीखना योगदान करना निर्माण करना निरंतरता मूल्यांकन और विभाजन करना चाहिए यह वह तरीका है जहां व्यक्ति सही प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ बाहर आ सकेगा इसलिए उसे सही प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाने चाहिए जहाँ वह यह पहचानने में सक्षम होगा कि उसे संघर्ष प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उपयोग करने सीखने योगदान करने बनाने और बनाए रखने के लिए इन दो ज्ञान प्रबंधन के लिए जाना है या नहीं उदाहरण के लिए यदि वह विकसित होता है तो वह उस विशेष ज्ञान के दृष्टिकोण को विकसित करने में सक्षम होगा एक और तकनीकी कौशल है जो नौकरी से संबंधित कौशल है इसलिए प्रशिक्षण को विशेष तकनीकी कौशल जैसे संचालन के प्रकार में दिया जा सकता है संचालन ज्ञान प्रदान किया जा सकता है तीसरा है सामाजिक कौशल और एचआर कौशल सहकर्मी समूह में कैसे काम करना है बॉस के साथ कैसे बातचीत करना है कैसे सहकर्मियों के साथ बातचीत करना है कैसे वरिष्ठों को संभालना है कैसे बाधितों को संभालना है और अधीनस्थों से कैसे काम लेना है इसलिए इस प्रकार के सामाजिक कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है इसलिए कई बार यह समझने की आवश्यकता होती है जैसे कि यहां सामाजिक कौशल है कि किसी को फिडलर के मॉडल के अनुसार तीन कारकों पर काम करना पड़ता है फिडलर मॉडल के बारे में बात करते हैं आपका रिश्ता क्या है किस प्रकार का कार्य और आपके पास किस प्रकार की स्थिति है और 8 स्थितियां हैं जो मैं नेतृत्व पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आगे चर्चा करूंगा और फिर उस स्थिति में आप पाएंगे कि सामाजिक कौशल हैं इसलिए जो उन विशेष सामाजिक कौशलों को अपनाने में सक्षम है वह उस प्रकार का प्रदर्शन करने में सक्षम होगा कार्यस्थल पर व्यवहार और अगर यह स्वीकार्य है और संगठन संस्कृति के साथ मेल खाता है तो वह बढ़ेगा और अपने क्षेत्र में बढ़ेगा चौथा तकनीक है विभिन्न तकनीकें हैं जिनका उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के मामले में किया जाना है तकनीकों से इसका मतलब है कि तकनीक और उपकरण के प्रकार हैं तो यह इस विशेष पाठ्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है जहां वास्तव में मैं प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करूंगा और आपको प्रदर्शित करूंगा कि किसी विशेष विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कैसे किया जाए अब जब हम प्रशिक्षण और विकास के उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं तो लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्यों शामिल होना चाहिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रदर्शन सुधार है प्रदर्शन में सुधार क्या है इसे लक्ष्य के साथ लिंक करें इसलिए जब भी हम किसी विशेष लक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो इस लक्ष्य के साथ प्रदर्शन में सुधार कैसे किया जाएगा एक लक्ष्य क्या है लक्ष्य जरूरी पदोन्नति नहीं हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से मान्यता एक लक्ष्य हो सकता है यही है जब भी आप कोई कार्य करते हैं लोग कहते हैं यह कार्य श्री एक्स द्वारा शानदार ढंग से किया जाता है तो उस स्थिति में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करनी चाहिए और फिर यदि प्रदर्शन में सुधार होता है तो यह आगे बढ़ेगा लक्ष्य की उपलब्धि दूसरा जब आप प्रशिक्षण के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कौशल अद्यतन के बारे में बात करते हैं और यदि कौशल अद्यतन है तो व्यक्ति निश्चित रूप से आना पसंद करेगा उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना चाहता है तो वह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आता है जहाँ आप उस विशेष सॉफ़्टवेयर का उपयोग कैसे कर सकते हैं और फिर उस विशेष सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके कौशल अद्यतन किया जा सकता है उस विशेष सॉफ़्टवेयर को कैसे संभालना है आदेशों का उपयोग कैसे किया जाए या मशीनरी के मामले में फिर उस मशीन का उपयोग कैसे किया जाए यदि कोई आयातित मशीन खरीदता है तो नई मशीन है और उस स्थिति में तो किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है और कौशल अद्यतन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा इसलिए कौशल अद्यतन के मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण होगा तब संगठन में समस्याओं की संख्या होती है समस्याएं तकनीकी पक्ष के आधार पर हो सकती हैं या व्यावसायिक पर्यावरण या सामाजिक पक्ष या पर्यावरण पक्ष के आधार पर एक मानव संसाधन पक्ष या आधार हो सकती हैं इसलिए आजकल बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है कि उद्योगों को पर्यावरण की दिशा में योगदान करना चाहिए और उन्हें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए या कानूनी पक्ष में समस्याएं हो सकती हैं यदि कानूनी पक्ष पर बहुत सारी समस्याएं हैं तो उस स्थिति में यदि संगठन की कमी है और फिर उन्हें इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है अन्य कानूनी पहलुओं में श्रम कानून कारखाने अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम बोनस अधिनियम का भुगतान मजदूरी और मुआवजा अधिनियम ईएसआई और भविष्य निधि अधिनियम शामिल हैं उस स्थिति में आप पाएंगे कि संगठन की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए ये प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम हैं इसलिए औद्योगिक संबंधों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकते हैं इस मारुति और होंडा मामले के बाद औद्योगिक संबंध को लोकप्रियता मिली है और यह समय के साथ अधिक उभरा है मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है आईटी उद्योग के कारण क्षमता पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना एक सेवा उद्योग है इसलिए उस स्थिति में समस्याएं अलग प्रकृति की होंगी और इसलिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और फिर नए कर्मचारी अभिविन्यास यह भी बहुत महत्वपूर्ण है अब आप देखते हैं कि कुछ संगठन में है उन्मुखीकरण कार्यक्रम तीन महीने तक चला जाता है और कुछ संगठन में यह तीन दिन तक चला जाता है कुछ संगठनों में यह भी संभव हो सकता है कि किसी संगठन में यह केवल तीन घंटे तक हो सकता है और अगले दिन से आप काम करना शुरू कर सकते हैं इस मामले में यह महत्वपूर्ण है कि यह अभिविन्यास कार्यक्रम महत्वपूर्ण है फिर उन्हें एक व्यवस्थित तरीके से इस अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए जाने के लिए माना जाता है और ये कर्मचारी जो संगठन के लिए नए हैं उन्हें संस्कृति की पूरी समझ मिलती है जब मैं 1992 से 1995 तक श्रीराम में था उस समय एक जीत उन्मुखीकरण कार्यक्रम वहां बहुत लोकप्रिय था कर्मचारियों को श्रीराम समूह के बारे में पता होना चाहिए यह बहन की चिंता करने वाली कंपनियां हैं संगठन की संस्कृति और उनसे क्या अपेक्षित है OCB जिसका अर्थ है संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार पर चर्चा करना क्योंकि नए कर्मचारियों से OCB किस प्रकार की अपेक्षा की जाती है फिर कई बार अगले स्तर की नौकरियों को संभालने के लिए प्रचार के लिए एक व्यक्ति को तैयार करने के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं मामले में यदि आप उस विशेष स्थिति के लिए योग्य हैं और सही निर्णय कैसे लें उच्च पदों पर अधिक जवाबदेही होगी अधिक जिम्मेदारी होगी स्थिति में ऊपर जाने पर आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होगी इस विशेष पदोन्नति के साथ महत्वपूर्ण निर्णयों का ध्यान रखा जाना है उस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण है अर्थात अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है क्या यह प्रदर्शन में सुधार या कौशल अद्यतन करना या संगठनात्मक समस्या को हल करना है नए कर्मचारी उन्मुखीकरण और पदोन्नति के लिए तैयारी के मामले में उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा अब हम एक संगठन में प्रशिक्षण विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे प्रशिक्षण और तत्व संगठनों में दृष्टिकोण क्या हैं अब आप देखते हैं कि अधिकांश समय हम मानव पूंजी दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं एक प्रशिक्षण मानव संसाधन में एक निवेश है जो वृद्धि उत्पादकता के रूप में रिटर्न देता है जब भी हम मानव पूंजी के बारे में बात करते हैं तो मानव पूंजी संगठन में जनशक्ति को समझने का व्यापक तरीका है एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर मैनपावर है तो मैनपावर पर निवेश पर रिटर्न क्या है और जो रचनात्मक हैं जो नई प्रथाओं को लाने में सक्षम हैं जो बेहतर बनाने और प्रदर्शन करने में सक्षम हैं इस प्रकार के कर्मचारी मानव पूंजी होते हैं इसलिए यदि आप अपनी दिनचर्या और रखरखाव का काम कर रहे हैं या आप एक मानव संसाधन हैं तो आप एक जनशक्ति हैं मानव संसाधन से मानव पूंजी तक की यात्रा किसी विशेष कार्य को करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता होती है लेकिन जब आप उस विशेष कार्यों में मूल्य जोड़ते हैं तो आप मानव पूंजी को पेश कर रहे हैं क्योंकि जो भी निवेश है वेतन समान है और समय समान है लेकिन वापसी इस विशेष मानवशक्ति मानव संसाधन से जो उम्मीद की जाती है उससे कहीं अधिक है इसलिए उस स्थिति में यह उत्पादकता बढ़ाता है और उत्पादकता में वृद्धि एक कार्य वातावरण बनाता है क्योंकि यह कर्मचारियों को प्रेरित करता है ये सभी न केवल मात्रात्मक शब्द हैं बल्कि यह गुणात्मक शब्दों में भी हो सकते हैं उस माप में भी आप पाएंगे कि मानव पूंजी निर्माण का विकास हो चुका है मानव पूंजी कृतियों में भी आयामों की संख्या है जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू रणनीतिक ढांचा है कर्मचारियों में उन पैमानों और दक्षताओं के विकास में प्रशिक्षण परिणाम जो प्रतियोगियों के लिए अद्वितीय और बेहतर हैं इसलिए इन रणनीतियों की रूपरेखा बहुत महत्वपूर्ण है कर्मचारियों में उन पैमानों और दक्षताओं की क्या आवश्यकता है इसलिए प्रशिक्षण और विकास संगठन के लिए ये मानव संसाधन विकास मंत्री का दृष्टिकोण है वे कौशल को अद्यतन करने में मदद करते हैं क्योंकि दो साल पहले आवश्यक कौशल आज भी मान्य नहीं हो सकते हैं और यदि आप प्रथाओं को मान्य बनाना चाहते हैं तो उन कौशलों और दक्षताओं को नए सिरे से परिभाषित करना होगा और यदि हम उन दक्षताओं को पुनर्परिभाषित करते हैं जो रणनीति ढांचे के लिए मापक बन जाएंगी रणनीतियों को नवीनतम कौशल और दक्षताओं और भविष्य की दक्षताओं के संदर्भ में बनाया जाना है और कौशल जो कर्मचारियों द्वारा आवश्यक हैं वे अद्वितीय और प्रतिस्पर्धियों से बेहतर हैं इसलिए प्रतियोगियों को प्रदर्शित करने से पहले हमारे प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम को उस विशेष आवश्यकता के साथ दूर करना चाहिए और पहले प्रदर्शित करना चाहिए इससे संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा रणनीतिक रूपरेखा जो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और जो शीर्ष प्रबंधन द्वारा तय की जानी है लेकिन शीर्ष प्रबंधन के पास उस विशेष दृष्टि होनी चाहिए कि अगले पांच वर्षों में किस प्रकार की रणनीति काम करना पसंद करेगी और किस प्रकार की दक्षताओं और कौशल की आवश्यकता होगी तो यह पहले से ही जाना जाएगा और यदि यह पहले से जाना जाता है तो संगठन अधिक प्रतिस्पर्धी होगा फिर आकस्मिक दृष्टिकोण आकस्मिक दृष्टिकोण फर्म के प्रशिक्षण और व्यावसायिक रणनीति के बीच निर्भरता संबंध है इसलिए हमने एचआरएम माप के बारे में जो भी बात की है एचआरएम दृष्टिकोण वहां है और फिर जो भी रणनीति है और जो भी बाहरी पर्यावरणीय कारक हैं हम जानेंगे कि फर्म के प्रशिक्षण और व्यावसायिक रणनीति के बीच संबंध क्या है चाहे वह फर्म की ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हो या न हो कि इस कौशल और दक्षताओं में आवश्यकता के उस विशेष मामले में इस विशेष जनशक्ति को कैसे विकसित किया जाए इसलिए हम व्यापार रणनीतियों स्टाफिंग और प्रशिक्षण प्रथाओं के बीच संबंध बनाना चाहते हैं उस मामले में व्यापार रणनीति का प्रकार रक्षक है विशेषताओं व्यापार रणनीतियों एचआरएम आवश्यकताओं स्टाफिंग और प्रशिक्षण प्रथाओं के बारे में हम बात करेंगे व्यापार रणनीति के रक्षक का प्रकार कम कीमत और उच्च गुणवत्ता और स्थिर वातावरण के आधार पर प्रतिस्पर्धा करेगा तो यह मूल विचार है कि कम कीमत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए यदि आप एक उच्च गुणवत्ता और अधिक ग्राहक डेटाबेस बनाना चाहते हैं फिर किस प्रकार की गुणवत्ता की आवश्यकता होती है एक स्थिर वातावरण के लिए उच्च गुणवत्ता और कम कीमत वाला उत्पाद यदि यह एक तरल वातावरण है तो इस प्रकार की रणनीति रक्षक के लिए काम नहीं करेगी तो क्या विशेषताएं होनी चाहिए विशेषताओं को उत्पाद लाइन तक सीमित किया जाना चाहिए तकनीकी दक्षता दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य कार्यात्मक संरचना और श्रम विभाजन पर जोर देना चाहिए तो ये ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें इन विशेष व्यापारिक रणनीतियों के साथ मेल खाना है एचआरएम की किस प्रकार की आवश्यकता होगी यह यहां प्रशिक्षण और विकास की भूमिका है कौशल विशेषज्ञता एचआरएम की आवश्यकता है आपकी रणनीति या व्यावसायिक रणनीति जो भी हो कौशल विशेषज्ञता को समझना है कि व्यावसायिक रणनीति क्या है उत्पादन और वित्त कार्यों पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि आप वित्तीय सहायता के बिना इस रणनीति को नहीं अपना सकते हैं उस विशेष आवश्यकता के निर्माण के लिए उस क्षमता का निर्माण करने के लिए उस स्थिति में उत्पादन और वित्त कार्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं इन प्रतिस्पर्धी रणनीतियों के आधार पर कौशल का निर्माण किया जाना है जो भी विशेषताएं हैं हमें कौशल का निर्माण करना होगा जब हम कौशल निर्माण स्टाफिंग और प्रशिक्षण प्रथाओं के बारे में बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है स्टाफिंग और प्रशिक्षण प्रथाओं में कौशल प्रकार संकीर्ण कौशल के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगा और इसलिए यह विशेष कौशल है जिसकी आवश्यकता तब होगी जब आप कम कीमत उच्च गुणवत्ता के लिए जा रहे हों तो निश्चित रूप से आप कौशल को संकुचित कर रहे हैं तो यह अस्पष्ट नहीं होगा इसलिए यदि आप उस विशेष व्यापार रक्षक रणनीति को विकसित करना चाहते हैं तो कर्मचारियों को अपने कौशल को कम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ये कौशल बहुत विशिष्ट कौशल हैं जो कौशल को इंगित करते हैं जिन्होंने आपकी आवश्यकता के अनुसार उच्च प्रदर्शन का प्रदर्शन किया कौशल पाठ्यक्रम क्या होगा इसके लिए हमें आंतरिक स्टाफिंग और इन हाउस प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि संगठन के आंतरिक मामले को आंतरिक सदस्यों द्वारा बेहतर ढंग से समझा जाता है विशेष रूप से जब हम विशेष उत्पाद को कम कीमत पर विकसित कर रहे होते हैं तो आंतरिक स्टाफिंग विज्ञापन के अंदर प्रशिक्षण के लिए इसकी आवश्यकता होती है अब मैं एक और रणनीति लेना चाहूंगा और वह है भावी रणनीति जब भी आप संभावित रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि नए बाजारों के आधार पर प्रतिस्पर्धा नए उत्पादों और अस्थिर वातावरण अब अगर हम तुलना करते हैं तो यहां हम अस्थिर वातावरण के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि नए बाजार और नए उत्पादों के कारण और पहले से ही कम कीमत और उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है इसलिए यह पूरी तरह से एक नई स्थिति है अब क्या विशेषताएं होंगी संगठन की विशेषताएं विविध उत्पाद लाइनें उत्पाद नवाचार तेजी से विकास विकेंद्रीकृत संरचना और विभाजन संरचना होगी इसलिए उस मामले में रक्षक में विशेषताओं की तुलना में विशेषताएं पूरी तरह से अलग होंगी डिफेंडर में हम श्रम और कार्यात्मक संरचना के विभाजन के बारे में बात करते हैं यहां हम विकेंद्रीकृत संरचना प्रभागीय संरचना और तेजी से विकास के बारे में बात कर रहे हैं वहां हम दीर्घकालिक संभावना के साथ जा रहे हैं लेकिन यहां तेजी से विकास हो रहा है यदि यह विशेषता है तो हमें एचआरएम आवश्यकताओं के लिए जाना चाहिए HRM आवश्यकताएं क्या हैं एचआरएम की आवश्यकताएं कौशल लचीलापन और विपणन या बिक्री या आरएंडडी पर जोर देती हैं डिफेंडर से लेकर इंस्पेक्टर तक के स्किल फ्लेक्सिबिलिटी में स्किल स्पेशलाइजेशन से अलग परिदृश्य होगा इसलिए कौशल लचीलेपन के मामले में क्या जोर दिया जाएगा यहां उत्पादन लचीलापन विपणन बिक्री और आर एंड डी पर जोर दिया गया है तो आप पाते हैं कि हमारे पास HRM आवश्यकताओं में पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण है यदि यह स्थिति प्रकृति और व्यवसाय की शैली है तो एचआरएम की आवश्यकताएं अलग होने जा रही हैं क्योंकि यह एक दीर्घकालिक है और इसका दीर्घकालिक दृष्टिकोण है दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के मामले में आप तब कौशल का निर्माण करते हैं और तेजी से विकास होगा तो उस स्थिति में आप पाएंगे कि व्यावसायिक रणनीतियों के अनुसार एचआरएम की आवश्यकताएं पूरी तरह से अलग होंगी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के प्रकार को पूरी तरह से तैयार करना इस बात पर निर्भर करता है कि आप और संगठन किस प्रकार की रणनीति अपनाने जा रहे हैं यदि संगठन दीर्घकालिक के लिए जा रहा है तो कौशल प्रकार और प्रशिक्षण अभ्यास अलग अलग होंगे लेकिन यदि संगठन तेजी से विकास के लिए जा रहा है तो उस स्थिति में कौशल प्रकार व्यापक कौशल के लिए कर्मचारी और प्रशिक्षण होगा यह इस स्टाफिंग और प्रशिक्षण प्रथाओं की तुलना में संकीर्ण कौशल नहीं होगा लिंकेज में व्यापार रणनीति और स्टाफिंग लागू नहीं होंगे तो क्या आवश्यकता है संकीर्ण कौशल से व्यापक कौशल तक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे बाहरी स्टाफिंग सलाहकार और आउटसोर्स इस विशेष प्रकार की रणनीतियों में अधिक से अधिक लोकप्रिय होंगे जब भी बाहरी प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी उन्हें बाहरी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा या बाहरी प्रशिक्षकों को बुलाया जाएगा उस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कुछ भी आप व्यापार रणनीति और स्टाफिंग के बीच संबंध लाते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके संबंध क्या हैं और आप किस प्रकार के प्रशिक्षण अभ्यासों को अपनाने जा रहे हैं यदि आप समग्र संगठनात्मक व्यापार रणनीति के कनेक्शन की इस प्रकार की समझ को अपनाने में सक्षम हैं तो आप आवश्यक प्रशिक्षण के प्रकार पर विचार कर सकते हैं और फिर वह डिफेंडर के मामले में कौशल प्रकार का कौशल स्रोत होगा जो कि निर्णय लेने वाले के मामले में हो सकता है विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है इसमें पढ़ना लिखना कंप्यूटिंग बोलना सुनना समस्या समाधान शामिल हैं ये सभी कौशल पहले से ही सिखाए गए हैं और मैंने पहली स्लाइड में उल्लेख किया है कि विभिन्न प्रकार के कौशल जैसे ज्ञान कौशल तकनीकी कौशल मानव संसाधन कौशल समस्या निवारण कौशल बहुत महत्वपूर्ण हैं फिर जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि मध्य प्रबंधन वरिष्ठ प्रबंधन या कभी कभी रखरखाव स्तर पर लोगों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ध्यान अल्पावधि पाठ्यक्रमों पर होना चाहिए जो कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम विकास के बारे में जानने में मदद करेंगे इसलिए इस प्रकार का पुनश्चर्या प्रशिक्षण कर्मचारियों को नवीनतम विकास के बारे में जानने में मदद करेगा क्योंकि वे अपने विशेष क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से एक समृद्ध ज्ञान का आधार है लेकिन वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए इसे ताज़ा करना होगा और यदि नई प्रथाओं की आवश्यकता है तो इसे संवाद करना होगा ताकि पुनश्चर्या प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके फिर क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग होती है इससे कर्मचारियों को अपनी निर्धारित नौकरी के अलावा अन्य क्षेत्रों में ऑपरेशन करने में मदद मिलती है क्योंकि आजकल ऐसा कुछ नहीं है विशेषज्ञता इसलिए जहां भी संगठन को किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है वे उस विशेष क्षेत्र में आपके समर्थन के लिए तत्पर रहेंगे जिनके पास क्षमता है पहले के मॉडल में हमने एक संभावित मूल्यांकन के बारे में चर्चा की है इसलिए यदि एक संभावित मूल्यांकन है तो क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग काम करेगी जैसा कि इस प्रकार का प्रशिक्षण अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्रदान करेगा अंतिम टीम प्रशिक्षण है और जब हम टीम प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं तो यह चिंतित होता है कि टीम के सदस्यों को एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करना चाहिए एक टीम में काम करना चाहिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए कैसे सहयोग करना चाहिए और कैसे उन्हें परस्पर विरोधी परिस्थितियों को संभालना चाहिए जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है सामूहिक ज्ञान का उपयोग रास्ता खोजने के लिए किया जा सकता है इसलिए उस स्थिति में यदि इस प्रकार का मुद्दा है तो निश्चित रूप से टीम प्रशिक्षण अधिक प्रभावी होगी तो प्रशिक्षण कौशल उन्मुख रिफ्रेशर प्रशिक्षण उन्मुख पार कार्यात्मक प्रशिक्षण हो सकता है साथ ही व्यवसाय की रणनीति संगठन की आवश्यकता और उस विशेष संगठन में मौजूद जनशक्ति की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का निर्णय लिया जा सकता है तो यह सब प्रशिक्षण के प्रकार और प्रशिक्षण कार्यक्रम के डिजाइन के बारे में है